नमस्कार विद्यार्थियों तोपिछली कक्षा मे हमने सेरिट फ्रेंनेट सूत्र की व्युत्पत्ति से शुरुआत की और फिर हमने उसका नतीजा निकाला जो के असल में दी गई वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 का पैरामीटर के संदर्भ से समय डेरिवेटिव या डेरिवेटिव को वक्रता और टार्शन के साथ जोड़ता है तो हमने देखा कि हमें असल में वक्रता और टार्शन प्राप्त करने के लिए 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 और यह सभी चीजें को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ वक्र को पैरामीटर के संदर्भ से डिफरेंटशिएट करना होगा और इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम तीसरे ऑर्डर तक का डेरिवेटिव चाहिए होगा और बजाय 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 और 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 जैसी चीजों की गणना में से गुजरने के यह हमारे काम को थोड़ा सा और आसान बना देगा तो आज हम कुछ उदाहरणों पर काम करेंगे और अगर हमारे पास समय रहा तो हम सदिश कैलकुलस की ओर धारणाओं की ओर बढ़ जाएंगे जो कि असल में यांत्रिका में अनुप्रयोग है परंतु अब समय के अनुसार हम कुछ उदाहरणों को शुरू करते हैं तो आपको परीक्षा में कुछ संबंध ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है तो सबसे पहली उदाहरण है तोयहां पर हम एक संबंध को स्थापित करेंगे 𝜅

तो उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक वक्र 𝑟⃗ है तो फिर हम जानते हैं कि इसके लिए यह सूत्र सही होगा तोहम जानते हैं कि जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि यह सूत्र सही है फिर भी आप असल में 𝑑 2𝑟⃗𝑑𝑡 2 और को ज्ञात कर सकते हैं और यह आपको वक्रता देगा तोआइए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला संबंध जिसको हम यहां पर स्थापित करना चाहते हैं तोसेरिट फ्रेंनेट सूत्र से सबसे पहले हमारे पास 𝑡̂ 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 है तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर यह 𝑑𝑡 𝑑𝑠 होगा तो 𝑑𝑡 𝑑𝑠 𝑑 2𝑟𝑑𝑡 2 अब dt ds सेरिट फ्रेंनेट सूत्र से 𝜅𝑛̂ है तो अब अगर मैं दोनों तरफ मॉड लेती हूं तब उस मामले में यह 𝑟̈ बन जाएगा जोकि मूल रूप से 𝜅 है और इसलिए यह हमारा 𝜅 है तो सबसे पहला संबंध है 𝜅 और यह स्थापित किया जा चुका है तो हमारा अगला संबंध है 𝑟̇ × 𝑟̈ तो आइए देखते हैं कि हमारा 𝑟̈ क्या है तो पिछले संबंध मेंहमने दर्शाया कि 𝑑 2𝑟𝑑𝑡 2 किस के बराबर है 𝜅𝑛̂ और हम जानते हैं कि 𝑑𝑟⃗𝑑𝑡 मूल रूप से हमारा t है और रुकिए रुकिए हम इसे ले सकते हैं तोयहां पर हमारे पास डॉट है मैं यहां बताना भूल गई कि यहां पर डॉट s के संदर्भ से डिफरेंशिएशन को दर्शाता है तो यह 𝑑 2 है तोवहां पर डॉट s के संदर्भ से डिफरेंशिएशन को दर्शाता है ना कि t के संदर्भ से तोजैसे कि पहले हम t के संदर्भ से डिफरेंशिएशन लेते आ रहे हैं परंतु यहां पर हम चापलंब s के संदर्भ से डिफरेंशिएशन लेंगे क्योंकि हम इसे 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑠 एक वक्र की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पर s चापलंब है और फिर उस मामले में यह s के संदर्भ से डेरिवेटिव है ना कि t के संदर्भ से तो बेशक 𝜅 𝑑 2𝑟 𝑑𝑠 2 जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि 𝜅 3 है तो यहां पर डॉट्स t के साथ हैं तो जब वक्र की समीकरण 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 है परंतु इस मामले में यह डॉट्स s के संबंध में है तो यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहां से छोड़ने वाली हूं यहां पर सिर्फ यही बताना चाहती हूं कि यह s के संबंध में है

तो मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं जो कि 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 × 𝑑 2𝑟⃗ 𝑑𝑠 2 𝑡̂× 𝜅𝑛̂ 𝜅𝑡̂× 𝑛̂ ⇒ 𝑟̇ × 𝑟̈ 𝜅𝑏̂ है तो मैं यहां 𝑏̂ लिख सकती हूं तो आप देख सकते हैं कि 𝑟̇ × 𝑟̈ 𝜅𝑏̂ और यह डॉट्स सिर्फ s के संबंध में है अब तीसरा संबंध है 𝑟⃛ तो 𝑟⃛ मूल रूप से हम जानते हैं कि 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ है तो मैं दो बार डिफरेंसिएट कर सकती हूं तो यह 𝑑𝑘 𝑑𝑠 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 होगा यह मूल रूप से t है 𝑑 2𝑟 𝑑𝑠 2 𝜅𝑛̂

तो अब यह मूल रूप से 𝑑 3𝑟 𝑑𝑠 3 𝑑𝑘 𝑑𝑠 𝑛̂ 𝜅 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 𝑑𝑘 𝑑𝑠 𝑛̂ 𝜅−𝜅𝑡̂ 𝜁𝑏̂ है सेरिट फ्रेंनेट सूत्र से हमारे पास 𝑑𝑛̂𝑑𝑠 −𝜅𝑡̂ 𝜁𝑏̂ यह है तो यह अंततः 𝑑 3𝑟 𝑑𝑠 3 𝜅𝜁𝑏̂ − 𝜅𝑡̂ 𝜅 ′𝑛̂ होगा और अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 𝑛̂ से गुना कर दे या हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं तोसूत्र में हमें विभाजन लेने की जरूरत नहीं है तोसूत्र में हम इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं तो इसे विभाजित नहीं करते हैंतो यह सिर्फ 𝜅 ′𝑛̂ है तो 𝜅 ′ को 𝑛̂ से गुना किया गया है तो यह वही है जो हम तीसरे संबंध में साबित करना चाहते थे और चौथा संबंध मूल रूप से 𝑟̇ 𝑟̈× 𝑟⃛ 𝜅 2 𝜁 है तो यहां पर सभी s के संबंध में लिए गए हैं

तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की गणना करनी है तो हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और यह पहला और फिर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट और फिर यह और बस यहीं तक तो अपने दिमाग में रखिएगा यह 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ या 𝑛̂ × 𝑡̂ कुछ भी हो सकता है तो सिर्फ इन सूत्रों का इस्तेमाल कीजिएगा और जब भी आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल कीजिएगा चाहे आपको 𝑏̂ × 𝑡̂ इस्तेमाल करना हो या आपको 𝑡̂× 𝑏̂ इसका इस्तेमाल करना हो यह आप पर निर्भर है बस आपको अंतर के चिन्ह का इस्तेमाल करना होगा और फिर इन चिन्हों का मान यहां पर भरना होगा यह कुछ सदिश अलजेब्रा की गणना है और कुछ नहीं और जब आप इन सब का मान भर लेंगे तो फिर यह सरल हो जाएगा कुछ इस तरह से तो यहां पर मुझे माफ कीजिएगा तो हम यहां पर ज्ञात कर रहे हैं 𝑟̇ 𝑟̈× 𝑟⃛ 𝑡̂𝜅𝑛̂ × 𝜅𝜁𝑏̂ − 𝜅𝑡̂ 𝜅 ′𝑛̂ 𝑡̂ 𝜅 2 𝜁𝑡̂ 𝜅 3𝑏̂ 𝜅 2 𝜁 ⇒ 𝑟̇ 𝑟̈× 𝑟⃛ 𝜅 2 𝜁 तो यह अंततः 𝜅 2 𝜁 और 𝑡̂ 𝑏̂ 0 है क्योंकि यह आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दूसरी रकम 0 होगी और इसलिए यह वही था जो हमें साबित करना चाहते थे तो हमें यह साबित करना होगा कि 𝑟̇ 𝑟̈× 𝑟⃛ 𝜅 2 𝜁 और यही हम साबित करना चाहते थे तो दिमाग में रखिएगा कि यहां पर डॉट चापलंब के संदर्भ से दिए गए हैं तो बजाय डॉट्स को लिखने के हम एक अलग तरह की नोटेशन कहने के लिए डेशले सकते हैं तोडेशडेशडेश और यहां डेश यहां डेश यहां डेश तोडेश s मूल रूप से s के संदर्भ से डिफरेंसेशन को दर्शाती है तोडॉट को लेने की बजाय हम डेश भी ले सकते हैं फिर इन दोनों को अलग अलग तरह से दिखाने के लिए हम यहां पर डेरिवेटिव t की संदर्भ से नहीं बल्कि चापलंब के संदर्भ से ले रहे हैं यह कुछ भी उलझने वाला नहीं है यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और परंतु सिर्फ इसको और साफ करने के लिए इस उदाहरण में वक्रता 𝜅 और टार्शन 𝜁 को ज्ञात करने के लिए हमने s के संदर्भ से डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया है तो यह एक और उदाहरण थी जहां पर आपको कुछ संबंधों को साबित करने के लिए पूछा जा सकता है हम कुछ और उदाहरणों को भी करने की कोशिश करेंगे जो कि इन्हीं पर आधारित है और आइए कुछ और उदाहरणों पर काम करते हैं तो कुछ और उदाहरणों में असल में यह है तो हम यहां से शुरू करेंगे मूडे हुए घनक्षेत्र या घनक्षेत्र 𝑥 2𝑡 𝑦 𝑡 2 𝑧 1 3 𝑡 3 अगर आपको यह दिया गया है तो फिर 𝑡̂ 𝑛̂ 𝑏̂ पता कीजिए तोवह सभी 𝑡 1 पर यूनिट स्पर्श सदिश 𝑡̂यूनिट प्रिंसिपलनॉर्मल𝑛̂ यूनिट बायनार्मल𝑏̂कापा𝜅 और टाऊ𝜁 है तो𝑡 1 पर हमारा दिया गया बिंदु मूल रूप से 21 1 3 यह हो सकता है

तोसबसे पहले हमें 𝑡̂ ज्ञात करना होगा तो 𝑡̂ को ज्ञात के लिए हमें क्या करना होगा हम सबसे पहले t के संदर्भ से डिफरेंशिएशन करेंगे

और फिर हम 𝑑 3𝑟⃗ 𝑑𝑡 3 0𝑖̂ 0𝑗̂ 2𝑘̂ ज्ञात करेंगे तो यह अंततः 002 होगा पहले यह 022 था और यह 22𝑡 2𝑡 2 है अब बिंदु 𝑡 1 पर r 𝑟⃗𝑡1है बिंदु P मूल रूप से 21 1 3 है तो फिर डेरिवेटिव 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑡1 221 तो फिर 𝑑 2𝑟⃗ 𝑑𝑡 2 𝑡1 022 और 𝑑 3𝑟⃗ 𝑑𝑡 3 𝑡1 002 तोयहां से हमारा यूनिट स्पर्श सदिश तो सबसे पहले और हम इन कारकों को भी ज्ञात कर सकते हैं तो 𝑟̇ × 𝑟̈ हम इनकी यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और यह ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है तो यह काम मैं विद्यार्थियों पर छोड़ता हूं तो𝑟̇ × 𝑟̈ 2 −44 तो मेरे पास नतीजे है जो कि मेरे भाषण के नोट्स में दिए हुए थे तो मैं सिर्फ मैं यहां पर लिख रहा हूं वहां से और 𝑟̇ × 𝑟̈ 𝑟⃛ 8 तोअब हमारे पास यह तीनों सामग्रियां है तोअब हम क्या करने जा रहे हैं तो यह डॉट प्रोडक्ट है और फिर यह क्रॉस प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट और यह क्रॉस प्रोडक्ट तो क्योंकि हम 𝑟̇ 𝑟̈ × 𝑟⃛ को ज्ञात नहीं कर सकते तोक्योंकि हम 𝑟̇ × 𝑟̈ का सरलीकरण नहीं कर सकते

तो अंततः यह सूत्र कुछ इस प्रकार है 𝑟̇ × 𝑟̈ 𝑟⃛ तोयहां पर 𝜁 की गणना में कुछ परिवर्तन है तो इसको दिमाग में रखना होगा तो यहां पर एक छोटी सी सदिश नोटेशन की समस्या है तो मैंने नकल गलत कर ली है यह मूल रूप से 𝑟̇ × 𝑟̈ है तो मुझे इसे यहां पर सही लिख लेने दीजिए यह 𝑟̇ × 𝑟̈ 𝑟⃛ है तो बाकी की सभी चीजें बिल्कुल वैसी ही है तोमैंने यहां पर पिछली स्लाइड से नतीजों की नकल उतराते हुए छोटी सी त्रुटियों को किया है तोअब हम यूनिट स्पर्श सदिश तो सबसे पहली जो हमें ज्ञात करनी है वह यूनिट स्पर्श सदिश है जो कि 𝑡̂ है और 𝑡̂ 𝑑𝑟⃗⃗ 𝑑𝑡 तो वह यूनिट स्पर्श सदिश है अब हमारे पास यूनिट बाय नॉर्मल के लिए यूनिट स्पर्श सदिश है और बायनॉर्मल के लिए हम कापा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हम बायनॉर्मल के लिए 𝑠̇ का इस्तेमाल करेंगे तो बायनॉर्मल के लिए हम 𝑑𝑏 𝑑𝑠 का इस्तेमाल करेंगे तो हम जानते हैं बायनॉर्मल 𝑡̂×𝑛̂ संबंध द्वारा दर्शाया जाता है तो 𝑡̂ मूल रूप से यूनिट स्पर्श सदिश है और 𝑛̂ यूनिट नॉर्मल है तोआसान भाषा में हमें सिर्फ यूनिट नॉरमल या एक यूनिट सदिश ज्ञात करना होगा जो कि 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है तो यूनिट सदिश जोकि 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है वह 1 −22 है तो मैं लिख सकता हूं कि 𝑏̂ 1 3 1 −22 क्योंकि फिर 𝑛̂ और 𝑏̂ 𝑡̂ और 𝑏̂ पर परपेंडिकुलर होंगे और वह सभी यूनिट वेक्टर्स है और इसलिए यह एक यूनिट बायनॉर्मल है और यहां से मैं अपना 𝑛̂ ज्ञात कर सकता हूं

तो वह सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले हमें 𝑡̂ ज्ञात करना होगा फिर वहां से हम 𝑏̂ लिख सकते हैं और 𝑏̂ पर आधारित हम अपना 𝑛̂ ज्ञात कर सकते हैं केवल 𝑏̂ × 𝑡̂ को ज्ञात करते हुए तो हम जानते हैं कि हमारा 𝑡̂ है और हम जानते हैं हमारा 𝑏̂ है तो सिर्फ उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को ज्ञात कीजिए ⅓ आगे आ जाएगा और फिर यह यूनिट प्रिंसिपल नॉरमल की तरह होगा तो हमारे पास यह 2 है अब हम अपना कापा ज्ञात कर सकते हैं तो कापा मूल रूप से इस संबंध से है मुझे अपने भाषण नोट्स पर पीछे जाने दीजिए और वहां पर हमारे पास है 𝜅 तो मेरा 𝑟̇ × 𝑟̈ क्या है तो 2 −44 यह मॉड है 221 3 √41616 √441 3 6 27 2 9 और 𝜁 को इस सूत्र का इस्तेमाल करके ज्ञात किया जा सकता है हमने अपनी पिछली कक्षा में किया था तो यह सूत्र 𝜁 𝑟̇×𝑟̈𝑟⃛ 2 है तोअगर मैं 𝑟⃛ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो फिर हमारा 𝑟⃛ क्या होगा

तोअगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे फिर 𝜁 𝑟̇×𝑟̈𝑟⃛ 2 8 2 8 6 2 8 36 2 9 यह ज्ञात होगा तो हमने कापा और टाऊ को ज्ञात किया तो आपको केवल कुछ नतीजों का इस्तेमाल करना होगा जो कि हमने सेरिट फ्रेंनेट सूत्र में पड़े थे तो मुझे संबंधों का इस्तेमाल कर लेने दीजिए 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ज्ञात करने के लिए और लंबवत स्थिति का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा या 𝑏̂ 𝜁और 𝑛̂ के बीच के संबंध की गणना करने में कभी कभी मैं छोटी छोटी त्रुटियों कर जाता हूं परंतु मैं पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकता हूं आप वह सभी समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं तोआपको केवल 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ज्ञात करने की आवश्यकता है 𝑏̂𝑡̂ और 𝑛̂ के बीच के संबंध का इस्तेमाल कीजिए वहां से अगर आपको कोई एक सदिश पता है तो फिर आप अगले को ज्ञात कर सकते हो केवल लंबवत स्थिति का इस्तेमाल करके और फिर वहां से आप तीसरे को भी ज्ञात कर सकते हो 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ संबंध को इस्तेमाल करके और बिल्कुल उसी प्रकार से 𝑛̂ 𝑏̂ × 𝑡̂ और 𝑡̂ 𝑏̂ × 𝑛̂ तोअगर आप इन में से किसी एक को भी जानते हो तो फिर दूसरे को ज्ञात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और वक्रता और टार्शन को ज्ञात करने के लिए आपको केवल सूत्र को t के संदर्भ से डिफरेंशिएट करना होगा अगर दी गई समीकरण पैरामीटर t के रूप में है फिर भी अगर यह चापलंब के रूप में दी गई है तो फिर हमने एक उदाहरण की थी जिसमें वक्रता और r का डेरिवेटिव चापलंब के संदर्भ से जुड़ा हुआ था तो यह इस पर निर्भर करता है कि किस तरह की वक्र की समीकरण दी गई है उस पर आधारित आप सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप वक्रता और टार्शन को ज्ञात कर सकते हैं तो यह हमने अपनी आज की कक्षा में किया और अगली कक्षा में हम सेरिट फ्रेंनेट सूत्र पर आधारित कुछ और उदाहरण पर काम करेंगे और फिर हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ जाएंगे तो मैं आज के लिए यहीं पर समाप्त करती हूं और मैं आपसे अगली कक्षा मैं मिलूंगी